नमस्ते दो चरण प्रवाह और गर्मी हस्तांतरण के छठे व्याख्यान में आपका स्वागत है आज हम परिक्षेपित प्रवाह मॉडल के बारे में जानेंगे तो इस व्याख्यान के अंत में गैस तरल दो चरण प्रवाह में फैलाव प्रवाह मॉडल की प्रयोज्यता को आप जान जाएंगे हम एक बुलबुले में बल संतुलन को भी समझेंगे हम बुलबुले की टर्मिनल वेग की गणना करेंगे हम स्लग प्रवृत्ति में वेग आधारित व्यास का पता लगाएंगे बुलबुले प्रवाह स्लग प्रवृत्ति और अंत में हम पता लगाएंगे कि कैसे सांख्यिकीय रूप से बुलबुले प्रवाह को आयतन और संख्या घनत्व अनुपात के टर्म में मूल्यांकन किया जा सकता है तो आइए चर्चा करें कि परिक्षेपित प्रवाह क्या है तो यहाँ परिक्षेपित प्रवाह का मतलब है कि हमने अपनी दायरे को बुलबुले प्रवाह प्रवृत्ति तक सीमित नहीं रखा है तो हम क्या कर सकते हैं अगर हम तरल पदार्थ में गैस का फैलाव कर रहे हैं तो उसे हम बुलबुले प्रवाह कहेंगे दूसरी ओर यदि आप गैस में तरल बूंदों का फैलाव कर रहे हैं तो उसे हम ड्रॉपलेट प्रवाह कहेंगे जो भी मैं अब काम करूंगा उससे दोनों स्थितियों को परिक्षेपित प्रवाह मॉडल का उपयोग करके निपटाया जा सकता है हालांकि मैं केवल बुलबुले के टर्मिनल वेग पर जोर दे रहा हूं पर इसी तरह एक छोटी बूंद के टर्मिनल वेग का पता लगाया जा सकता है और इसी तरह छोटी बूंद प्रवाह का विश्लेषण किया जा सकता है यहाँ मैंने आपको दिखाया है कि बुलबुले सामान्यतः बबल कॉलम रिएक्टर में और एक ट्यूब के अंदर प्रवाह कर रहे हैं जहां बुलबुली प्रवाह बहुत आम है छोटी बूंद के लिए हमने देखा है स्प्रे में एटमाइजेशन के मामले में हमने देखा है कि हमें पता चलेगा कि छोटी बूंद प्रवाह मौजूद है इसलिए जरूरी शर्त डिसप्रसड प्रवाह के लिए है कि वोयड अंश बहुत छोटा होगा या टर्मिनल वोयड अंश या लिमिटिंग वोयड अंश स्पष्ट रूप से 03 से कम है इसलिए यदि वोयड अंश 03 से कम हैं तो हम उसको परिक्षेपित प्रवाह कहेंगे और हम इसके विश्लेषण के लिए परिक्षेपित प्रवाह मॉडल को लागू कर सकते हैं इसलिए हम एकल बबल को गति की व्युत्पत्ति के साथ शुरू करेंगे इसलिए यहाँ हमने एकल बबल की गति को अनकंस्ट्रेंट डोमेन में लिया है अनकंस्ट्रेंट डोमेन इसका मतलब है कि आपके पास एक बहुत बड़ा पूल है और वॉल का प्रभाव चित्र में नहीं आ रहा है जब भी बुलबुला ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो उस स्थिति में हम यह पता लगा लेंगे कि यहाँ हम ने बुलबुले का द्रव्यमान mb के रूप में दिया है बुलबुले का त्वरण du dt है तो अनिवार्य रूप से बुलबुले का वेग u है इस सर्वत्र बुलबुले में हम बल संतुलन का पता लगा सकते हैं यहाँ हमने मुख्य रूप से 3 बल ली हैं हालाँकि इनके अलावा अन्य बल भी चित्र में आते रहेंगे जब भी बुलबुला ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है तो हमने पहले ड्रैग बल को लिया है स्पष्ट रूप से ड्रैग नीचे की तरफ होगी तो हमने ले लिया है FDb बबल का प्रतीक हमारे पास यहाँ पर दबाव बल है FbP तो अगर आपके पास दबाव संचालित प्रवाह हैं तो स्पष्ट रूप से बुलबुले पर कुछ दबाव बल भी लागू होंगे जब भी बुलबुला ऊपर जा रहा है ऊपर की ओर बढ़ने का प्रमुख कारण बोयनसी होगा तो Fb उछाल वहाँ हो जाएगा तो आइए हम इन सभी चीजों को व्यक्तिगत रूप से देखें तो यहाँ मैंने दिखाया है कि ड्रैग बल नेगेटिव है और दबाव बल और शरीर या बोयनसी बल वास्तव में पॉजिटिव होगा दोनों बातें पॉजिटिव होंगी पॉजिटिव का अर्थ है कि इसे उसी दिशा के साथ संरेखित किया जाएगा u और ड्रैग बल कि एक दिशा के साथ या विपरीत दिशा में नकारा जाएगा अब अगर हम बुलबुले के स्थिर प्रवाह के बारे में बात करते हैं तो हम विचार करें कि बुलबुला a तक ऊपर बढ़ रहा है एक स्थिर दर पर तो उस स्थिति में हम पता लगा सकते हैं कि कोई त्वरण acceleration नहीं है तो तुम पाओगे यह पक्ष 0 बन गया हैबाई तरफ 0 हो रहा है और हम पता लगा लेंगे कि ड्रैग बल दबाव बल और बॉडी बल बराबर होता है अब हम आगे की सरल पूर्वधारणा पर विचार करते हैं तो आइए हम इस बात पर विचार करें कि हम नगण्य दबाव क्षेत्र में हैं क्योंकि यह अनकांस्ट्रेंट बुलबुला है इसलिए हमारे पास एक बड़ा पूल है जहां केवल बॉडी के बल के कारण बुलबुला ऊपर जा रहा है और यह ड्रैग बल का अनुभव कर रहा है उस मामले में हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि हमारे पास नगण्य दबाव क्षेत्र है है फ़ील्ड और हम दाहिने हाथ की ओर में इस पहले टर्म को रद्द कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं FbD बराबर है Fb बॉडी के बराबर है तो इसका मतलब है कि शरीर बल आपके ड्रैग बल के समकक्ष है तो आइए देखते हैं कि क्या हैं इन दोनों का बॉडी के बल और ड्रैग बल के लिए अभिव्यक्ति क्या है इसलिए यदि आप ड्रैग बल के बारे में विचार करते हैं तो आप देखते हैं CD गुणा हाफ CD ड्रैग गुणांक है ½ ρg Vt2 गुणा A तो यह vt कुछ भी नहीं है बल्कि बुलबुले का टर्मिनल वेग हैं बुलबुला का और ρg गैस का घनत्व है दूसरी ओरसही है यदि आप इस बोयनसी बल या शरीर बॉडी के बारे में बात करते हैं तो यह π 6 d3 जहां d बुलबुला का व्यास है ρf माइनस ρg होगा तो इतना ही तरल और गैस के घनत्व अंतर के कारण बॉडी के बल की मात्रा का अनुभव होगा इसलिए ρf तरल का घनत्व है ρ g गैस का घनत्व गुणा त्वरण गुरुत्व गुरुत्वाकर्षण त्वरण है इसलिए यदि हम इस इन दोनों को यहाँ से समान करते हैं तो हम यह पता लगा सकते हैं कि टर्मिनल वेग क्या है तो टर्मिनल वेग vt है स्क्वायर रूट अंडर 4gd 3 CD गुना ρg माइनस ρf ρg ठीक है अब अगर हम बुलबुले के बहुत छोटे वेग के बारे में सोचते हैं जिसका अर्थ है बुलबुला बहुत धीरे धीरे ऊपर की दिशा में बढ़ रहा है जिसे क्रीपिंग प्रवाह के बराबर लिया जा सकता है तो क्रीपिंग प्रवाह के मामले में हम जानते हैं कि CDया ड्रैग गुणांक को Re 24 लिखा जा सकता है जोकि विस्कस बल और ड्रैग बल के संतुलन होने से आता है इसलिए यदि आप अगर आप विस्कस बल और ड्रैग बल को बराबर करते हैं आपको पता चल जाएगा कि आवश्यक स्थिति CD के रूप में सामने आती है जो कि है 24 Re के अलावा कुछ भी नहीं इसलिए एक बार जब हम CD के इस मूल्य को यहाँ पर रख देंगे तो हम यह पता लगा लेंगे टर्मिनल का वेग gd2 18μ गुना ρg माइनस ρf आएगा सही है तो यहाँ आप इस हालत में देखते हैं हमारे पास इस स्थिति में या पिछले समीकरण में जहां हमने एक बुलबुला कि गति दिखाई थी हमने गैसीय द्रव्यमान की आंतरिक गतिशीलता पर कभी विचार नहीं किया है जिसका अर्थ है कि हमने माना है कि बुलबुला पूरी तरह से गोलाकार गैस द्रव्यमान है और गैस की कोई आंतरिक गतिकी नहीं है इसलिए किसी भी आंतरिक गतिशीलता पर विचार किए बिना हमें पता चला है कि टर्मिनल वेग gd2 18 μ गुना ρf माइनस ρg है सही है तो यह विशेष रूप से गुरुत्वाकर्षण त्वरण व्यास पर निर्भर करता है यहाँ पर एक प्रमुख कारक है और तरल पदार्थ की विस्कोसिटी इसका विरोध करेगी तो इसका मतलब है कि यदि आप उच्च विस्कस तरल पदार्थ ले रहे हैं तो टर्मिनल वेग कम हो जाएगा आगे हम देखते हैं कि क्या हम बुलबुले के आंतरिक गतिकी पर विचार करते हैं तो हम क्या खोज रहे हैं जब भी हम आंतरिक गतिकी पर विचार कर रहे हैं तो बुलबुले के अंदर जब भी यह ऊपर जा रहे है तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि गैस में बहुत सारे भंवर उत्पन्न होते हैं अब उस से निपटने के लिए और यह पता लगाने के लिए कि टर्मिनल वेग की अभिव्यक्ति क्या हैशायद हमें कम्प्यूटेशनल तरल गतिकी या कुछ प्रकार के विश्लेषणात्मक सहसंबंधों के लिए जाने की आवश्यकता है इसी तरह के सहसंबंध लोगों द्वारा दिए गए हैं तो यहाँ हम आपको वालिस द्वारा दिया गया एक सहसंबंध दिखा रहे हैं इसलिए आप देखते हैं कि पहले हमने जो भी प्राप्त किया था इसलिए आइए देखें उन्होंने टर्मिनल वेग के साथ क्या किया था तो उसने यहाँ पर प्राप्त किया है कि हम एक गुणक 3 μg प्लस 3 μf 3 μg प्लस 2 μf प्राप्त किया था तो इस गुणक उन्होंने सिर्फ बुलबुले की आंतरिक गतिशीलता को समायोजित करने के लिए दिया है इसलिए हमने पाया कि टर्मिनल वेग यू इनफिनिटी या ut क्या है जो भी आप अनकंस्ट्रेंड डोमेन में बुलबुला गोलाकार बुलबुले को कहते हैं अब अगर हम इस अभिव्यक्ति में कहें कि गैसीय चरण की विस्कोसिटी तरल चरण की विस्कोसिटी की तुलना में बहुत कम है जिसका अर्थ है कि μg μf से कम है तो उस स्थिति में आपको पता चलेगा कि यह पूरी अभिव्यक्ति d2g ρf माइनस ρg 12 μf हैं ठीक है यहां हमने माना है कि बबल वास्तव में एक गोलाकार द्रव्यमान है अब गोलाकार द्रव्यमान का एक बुलबुला या गैस का बुलबुला जो कि एक पूल या पाइप लाइन के अंदर में रहेगा जब भी आकार बहुत छोटा होता है तो वास्तव में यह एक छोटे व्यास के बुलबुले के लिए ठीक है तो एक छोटे व्यास के बुलबुले के लिए टर्मिनल वेग यदि आप A को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं एक वक्र टर्मिनल वेग और बबल त्रिज्या के बीच रेखांकित करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलेगा कि यह अभिव्यक्ति बहुत छोटे व्यास के लिए मान्य है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह अभिव्यक्ति वैध है इसलिए इसका अर्थ यह है कि यह अभिव्यक्ति यहाँ कहीं क्षेत्र A में लिखी जा सकती है इसलिए जब भी बुलबुला आकार में बढ़ता है तो हमें पता चलेगा कि गोलाकार कि प्रकृति स्थिर नहीं है आपको पता चल जाएगा कि आकार बदल रहा है चरम आकार हम जानते हैं कि यह एक टेलर बबल होगा तो टेलर बबल पहले ही हम प्रवाह प्रवृत्ति विवरण के मामले में देख चुके हैं हमने दिखाया है कि यह एक बुलेट के आकार का बहुत लंबा बुलबुला होगा जिसका सामने का पक्ष वास्तव में कुंद होता है और निचले हिस्से में अंत में आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे भंवर अनुचर बुलबुले को उत्पन्न कर रहे हैं ठीक हैं तो इस एकल बुलबुले का चरम अंत टेलर बुलबुला है और सबसे निचला छोर वास्तव में एक गोलाकार बुलबुला है तो यदि आप टेलर बबल का वेग देखते हैं अतः तो हमें पता चल जाएगा कि टेलर बबल का वेग वास्तव में केवल पाइप व्यास पर निर्भर है तो हम लिख सकते हैं यू अइंफिनिटी रूट अवर जीआरडी के बराबर है तो यह वालिस द्वारा दिया गया है इसी तरह से हम यह पता लगाएंगे कि यह केवल पाइप के व्यास पर निर्भर है न कि बुलबुला व्यास पर सही तो यहाँ यह टेलर बबल प्रवृत्ति कहीं पर है जो बुलबुले का सबसे बड़ा आकार है और यहाँ यह एक छोटा आकार है जिसके लिए हमने इस फैशन में टर्मिनल वेग का पता लगाया है यह u इन्फिनिटी जो d2g ρf माइनस ρg 12 μf के बराबर है ठीक है अब हमारे बीच कई चीजें होंगी उदाहरण के लिए यहाँ आप A और E के बीच में देखते हैं कि हमारे पास कुछ और प्रवृत्ति हैं यदि हम बुलबुले की त्रिज्या के संबंध में वेग को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो हमें बी सी और डी जैसे कुछ और प्रवृत्ति मिलेगी अब मैं आपको दिखाऊंगा कि उन बुलबुले के लिए कॉन्फ़िगरेशन या वेग क्या होगा यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक टेलर बबल आकार दिया है जहाँ आर सी टेलर बबल के नोज की आकार का क्रिटिकल त्रिज्या है और यह कभी कभी टेलर बबल के लिए क्रिटिकल व्यास के रूप में उपयोग किया जा सकता है और इसके आधार पर वेग की भविष्यवाणी की जा सकती है अब बाकी डोमेन मतलब बी सी और डी के लिए ये आपके टेलर बुलबुला में ट्रांजीशनल गोलाकार बुलबुला हैं इसलिए इस मामले में वेग का पता लगाना एक बार फिर अनुभवजन्य है तो पीबल्स और गार्बर उन्होंने 1953 में इस डोमेन में वेग का पता लगाने के लिए कुछ सहसंबंध दिए हैं तो पहले के लिए हम यह कहते हैं कि यह बी है तो यह बी क्षेत्र वास्तव में गोलाकार क्षेत्र के अधिक निकट है हालांकि यह गोलाकार नहीं है आप कह सकते हैं कि टोरोइडल बुलबुला है तो इस डोमेन में आपको पता चल जाएगा कि वेग यू इनफिनिटी 033g के पावर 076 ρf μf के पावर 052 Rb के पावर 128 पावर के बराबर है अब यह Reb रेनॉल्ड्स संख्या है यह केवल तभी मान्य है जब यह 2 और 402G1 0114 के बीच में हो यह G क्या है G कुछ भी नहीं है लेकिन एक बार फिर तरल विस्कोसिटी और सतह तनाव से गणना की जाती है G μf4 ρf गुना σ है जो कि गैस और तरल के बीच सतह तनाव का पावर q है तो अगर बबल रेनॉल्ड्स संख्या के लिए यह स्थिति लागू होगी तो ही केवल हम इस का उपयोग करके टर्मिनल वेग का पता लगा सकते हैं इसी तरह प्रवृत्ति C के लिए जो एक टेलर बुलबुला की बजाएं दीर्घित बुलबुला है एक टेलर बुलबुला नहीं है लेकिन एक गोलाकार से अत्यधिक विचलित है आपको पता चल जाएगा कि टर्मिनल वेग 135 गुना σ बटा ρf गुना Rb 05 है जहां Rb बुलबुला त्रिज्या है तो इसके लिए भी हमारे पास प्रयोज्यता का क्षेत्र है तो आप पता लगा सकते हैं कि G2 1632 गुणाG10144 के बीच होना चाहिए और यह स्पष्ट रूप से 575 से कम होगा अब यह G2 क्या है एक बार फिर यह सतह तनाव और भौतिक गुणों पर निर्भर है तो G2 है gRb4 u∞4ρf 3 σ3 है और पिछले एक के लिए जो टेलर बुलबुला डोमेन के बहुत नजदीक है इसलिए यहाँ पता लगा रहे हैं कि यू इन्फिनिटी 118 g σ ρf 025 है ठीक है यहां महत्वपूर्ण बात आप इस डोमेन में देख सकते हैं कि वेग बुलबुला व्यास पर निर्भर नहीं है ठीक है तो डोमेन के लिए प्रयोज्यता इस डोमेन के लिए इसके लिए तो Reb बुलबुला के लिए रेनॉल्ड्स की संख्या वास्तव में 31 गुना G1 025 से अधिक होनी चाहिए जहां G1 मैंने पहले ही यहां पर परिभाषित किया था ठीक है आइए देखते हैं कि जब आप ट्यूब के अंदर बुलबुली प्रवाह प्रवाहित होती हैं तो क्या होता है तो पहले से ही हमने देखा है कि एक बुलबुली प्रवाह के मामले में jgf जो ड्रिफ्ट बहाव है वह α गुणा 1 αn u∞ होगा अब यह u∞ एक बार फिर से स्वतंत्र वर्धक रूप से टर्मिनल वेग और अल्फा गुणा 1 α है जो कि वास्तव में प्री फैक्टर के रूप में आता है पहले से ही हमने jfg को α 1 α ufg के बराबर देखा है यहाँ यह ufg कुछ भी नहीं u∞1 α n 1 है इसलिए यदि आप इस 2 को इकट्ठा करते हैं तो आप इस अभिव्यक्ति का पता लगा लेंगे तो यह वालिस द्वारा प्रस्तावित किया गया है उन्होंने आगे बड़े बुलबुले के साथ वायु जल प्रवाह के लिए भी प्रस्ताव दिया है जो वास्तव में यहाँ पर क्षेत्र D है यह एक बहुत बड़ा बुलबुला है तो आपको पता चलेगा कि jgf 153 1 α2 ρf 12 σ gρf ρg ¼ ठीक है अब यह हवा पानी गैस तरल के लिए है यदि हम तरल के लिए जाते हैं तो केवल कारक 153 118 में बदल जाएगा ठीक है अब जैसा कि हम बुलबुली प्रवाह के बारे में बात कर रहे हैं की बुलबुली प्रवाह बुलबुलों का एक समूह होगा तो केवल वेग ही नहीं रिफ्लक्स भी महत्वपूर्ण होगा हमें यह भी पता लगाने की आवश्यकता है कि डोमेन के अंदर बुलबुले के संख्या वितरण या वॉल्यूम वितरण क्या है तो विभिन्न आकार के बुलबुले के लिए बुलबुली प्रवाह के अंदर संख्या वितरण को जानने के लिए हमें क्या करना है हमें ट्यूब के क्रॉस सेक्शन में आकार वितरण के लिए जाना है अब आकार वितरण को उचित तरीके से करने के लिए हमें बुलबुले की गतिशीलता को देखना होगा तो बुलबुले क्या कर रहे है बुलबुले आपस में टकरा सकते हैं और छोटे छोटे आकार में टूट सकते हैं और टक्कर के दौरान यह क्या कर सकता है यह किसी अन्य बुलबुले के साथ विलय कर सकता है और संधि करण के कारण एक बड़ा बुलबुला बना सकता है यह मूल रूप से चरण परिवर्तन के दौरान एक सतह से न्यूक्लिएट भी कर सकता है यह बढ़ या सिकुड़ भी कर सकता है यदि आपके पास इस के अंदर गर्मी हस्तांतरण है ठीक तो यह सब घटना यह टूटना एकीकरण न्यूक्लिेशन वृद्धि सिकुड़न कर सकता है इस कारण से हम पता लगा लेंगे कि संख्या घनत्व को बदला जा रहा है आकार वितरण और संख्या वितरण का हमें ध्यान में रखना है इसलिए आइए पहले देखते हैं कि आकाश वितरण कैसे बदलता है इसलिए यदि आप व्यास के आधार पर एक विशिष्ट बुलबुला पापुलेशन में देखने की कोशिश करते हैं तो संख्या वितरण कैसे बदलता है आगे बढ़ना होगा हमें कुछ वितरण लेना है और आमतौर पर हम सामान्य वितरण लेते हैं इसलिए यदि आप संख्या वितरण के वक्र को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि वक्र इस तरह है तो मध्यवर्ती डोमेन के लिए आपको बड़ी संख्या में बुलबुले का पता चल जाएगा जिसका मतलब मध्यवर्ती आकार संख्या में अधिक हो रहा होगा तो हम इसको सामान्य वितरण के रूप में दोहरा सकते हैं इसलिए सामान्य वितरण को dn dd के रूप में लिख सकते हैं तो यह d एक व्यास है यह n एक संख्या है जो 1 √2π Sn के बराबर है जहां Sn समांतर माध्य से मानक विचलन e टू द पावर 1 2Sn2 2 है अब यह d10 बबल व्यास का समांतर माध्य है अब इसी आकृति 1 में मैंने वॉल्यूम वितरण भी दिखाया है इसलिए स्पष्ट रूप से हम जानते हैं कि नंबर वितरण आपको केवल संख्या गणना वॉल्यूम वितरण प्रदान कर रहा है जो वास्तव में दाहिनी ओर शिफ्ट होगा ठीक है तो यहाँ यह संख्या वितरण है इसलिए यदि आप क्योंकि आयतन वास्तव में पावर क्यूब है तो लंबाई वर्ग लंबाई पावर क्यूब होगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि कर्व इस तरफ शिफ्ट हो रहा है तो हम d के संबंध में DV dd का यह वक्र प्राप्त करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कुछ कर रहे हैं संख्या घनत्व वितरण के लिए कुछ अन्य विकल्प है तो पहले से ही आपने सामान्य दिखाया है वितरण यहां मैं आपको लॉग का सामान्य वितरण दिखाने जा रहा हूं यह कई मामलों के लिए भी लागू किया जा सकता है तो आप पता कर सकते हैं कि dn dd 1√2π Sgm के बराबर है तो Sgm ज्यामितीय माध्य से एक मानक विचलन है पिछले मामले में वह समांतर माध्य से था यह ज्यामितीय माध्य से गुना d गुना e टू द पावर 1 2Sgm2 2 होता है अब यह dng ज्यामितिक माध्य व्यास के अलावा और कुछ नहीं है पहले सामान्य वितरण के मामले में हमने d10 लिया है जो कि समांतर माध्य था तो यह भी हम लॉग सामान्य वितरण का उपयोग कर सकते हैं मैंने पहले से ही वॉल्यूमेट्रिक वितरण के बारे में बताया है तो DV dd बराबर 1√2π Sgmd गुना e टू द पावर 1 2Sgm2 2 होता है अब यह dVg और कुछ नहीं बल्कि ज्यामितीय आयतन माध्य व्यास है इसलिए पहले मैंने आपको dng दिखाया है यह संख्या के आधार पर ज्यामितीय माध्य व्यास है यहाँ यह ज्यामितीय आयतन माध्य व्यास है तो अगर आप बस इन मापदंडों sgm DVg और dng के साथ खेल रहे हैं तो आप इस अभिव्यक्ति को दिखा सकते हैं ln DVg ln dng 3sgm2 यह गणित से आ रहा है अब बुलबुला द्रव्यमान के लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि माध्य व्यास क्या है तो हम जो करते हैं उसके लिए आपके पास व्यास को परिभाषित करने के कई तरीके हैं यदि आप इसे सामान्य करते हैं तो हम नीचे लिख सकते हैं कि औसत व्यास dqp dmax से dmin के बराबर है तो यह dmin पापुलेशन में उपलब्ध बुलबुले का न्यूनतम आकार है और dmax अधिकतम है तो यह इंटीग्रेशन dmin से dmax तक कर रहा होगा और इंटीग्रेशन dq n में किया जाएगा तो n बुलबुले के dth आकार की संख्या गिनती गुना dd है तो दूसरा d व्यास के लिए है और पहला d डेरीवेटिव के लिए है और एक बार फिर इंटीग्रेशन dmax से dmin dp n dd के लिए किया है ठीक तो यह p और q यहाँ पर पावर है तो परिणामस्वरूप यह dqp सही है q और p के लिए कई संभावित मूल्य हो सकते हैं उदाहरण के लिए 0 और 1 यहां पर लेते हैं p0 q 1 है जो रैखिक औसत होगा यदि 0 और 2 जो कि सतही औसत है यदि आप 0 और 3 लेते हैं जो कि आयतन औसत है यदि आप 1 और 2 लेते हैं जो कि सतह क्षेत्र की लंबाई औसत है तो इसका मतलब है कि अगर मैं यहां 1 लेता हूं तो n dd और d स्क्वायर n dd जो कि सतह क्षेत्र की लंबाई औसत है यदि आप 1 और 3 के लिए जाते हैं इसका मतलब है कि dq n dd और d n dd तो यह वास्तव में वॉल्यूम लंबाई का औसत है और अंत में सबसे महत्वपूर्ण सौतेर व्यास है जो कुछ भी नहीं है लेकिन p 2 है और d 3 है इसलिए मैंने यहाँ पर दिखाया है कि सौतेर व्यास क्या है यह मूल रूप से हम अपने बुलबुली प्रवाह गणना के लिए उपयोग करते हैं तो सौतेर व्यास को dmin से dmax dq n dd और dmin से dmax d2 n dd लिखा जा सकता है हमें एक जोड़ का अभ्यास करने दें तो हम क्या विचार करेंगे कि हमारे पास पापुलेशन 15 15 15 2 25 3 2 15 15 के 10 गोलाकार कण हैं तो 10 व्यास हैं और यह उल्लेख किया जाता है कि कण आकार वितरण लॉग सामान्य वितरण का अनुसरण करता है तो लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सप्रेशन यह है कि सिग्मा नॉट स्क्वॉयर को इस तरह से लॉग पूरे स्क्वायर में पाया जा सकता है और फिर हम सभी व्यास कण के लिए एक समिश्रण रख सकते हैं जो m संख्या कणों से विभाजित होता है और d0 को log d1 संकलन d1 बटा m के रूप में पाया जा सकता है इसलिए हमें इसका पता लगाना होगा 2 मिलीमीटर व्यास के कण मिलने की संभावना यादृच्छिक चयन में और हमें यह भी पता लगाना होगा की संभवता मान्य में क्या परिवर्तन होगा यदि यह लॉग सामान्य वितरण से सामान्य वितरण में बदलता है तो क्या होगा सामान्य वितरण भी यहाँ पर दिया जाता है आइए देखें कि इस जोड़ को कैसे हल किया जा सकता है तो पहले यह d0 इसलिए आप इस अभिव्यक्ति का उपयोग करके पता लगा सकते हैं मैं इसी तरह से d0 मानों की गणना करूंगा मुझे एक बार मुझे इस अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए सिग्मा नोट स्क्वायर की गणना करने दें मैं इस d0 और सिग्मा 0 स्क्वायर को fz में डाल दिया ठीक है तो fz कुछ भी नहीं है लेकिन यह अभिव्यक्ति अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यह d मैं जो भी व्यास प्राप्त करना चाहता हूँ वह 2 मिमी है तो यह लॉग सामान्य वितरण से निकल रहा है समान गणना में सामान्य वितरण के लिए दोहराता रहूंगा यहाँ मैं पता लगाऊंगा d बार जो समांतर औसत है इसलिए यह 195 होगा मैं समांतर माध्य तरीकों के लिए सिग्मा वर्ग की गणना करूंगा तो यह वास्तव डी बार से विचलन है और उस का संपूर्ण वर्ग है तो यह 04717 के रूप में सामने आएगा इसलिए यदि मैं सामान्य वितरण का उपयोग करता हूं तो मुझे fz 08348 प्राप्त होगा 2 मिलीमीटर व्यास कण पाने के लिए तो लॉग सामान्य से 0532 से यह सामान्य 8348 में बदल रहा है अब इस व्याख्यान को संक्षेप में प्रस्तुत करता है हमने जो किया है हमने एक बुलबुले के टर्मिनल वेग का मूल्यांकन किया है और आंतरिक गैस के संचार के आधार पर इसे संशोधित किया है हमने बबल व्यास की पूर्वानुमान के लिए छोटे गोलाकार बुलबुले से बड़े टेलर बुलबुला प्रवृत्ति के लिए सहसंबंधों का उल्लेख किया है हमने संख्या घनत्व और वॉल्यूमेट्रिक घनत्व को ट्रैक करने के लिए सांख्यिकीय तरीका भी प्रस्तावित किया है और अंत में हमने एक योगफल अधिकार का अभ्यास किया है तो इस व्याख्यान के अंत में हम अपनी समझ का परीक्षण करें कि हम यहाँ पर 3 प्रश्न कर रहे हैं पहला प्रश्न इस तरह से होता है अगर कोई छात्र दावा करता है कि उसके प्रयोग में 10 cm3 हवा का बुलबुला 10 मिमी व्यास की तुलना में 20 mm व्यास की ट्यूब में तीव्र चाल से चलेगा आपको यह आकलन करना होगा कि वह सही दावा कर रहा है या नहीं हमारे पास तीन उत्तर है सही गलत और कोई निष्कर्ष नहीं हैं यहां द्रव गुन की जानकारी के बिना आपको उचित उत्तर दिखाई देगा यह स्पष्ट रूप से उत्तर सही होगा क्योंकि आप देखते हैं आप यह पता लगा रहे होंगे कि यह वॉल्यूम यहां होगा ट्यूब व्यास 20 मिलीमीटर है और यहां ट्यूब व्यास 10 मिलीमीटर है तो जाहिर है उसका दावा सही होगा अगले सवाल में हम बुलबुले के टर्मिनल वेग का पता लिफ्ट बल और ड्रैग बल ड्रैग बल और बॉडी बल और अंत में दबाव और लिफ्ट बल के संतुलन द्वारा प्राप्त किया जाता है तो सही उत्तर आप जानते हैं बल और बॉडी बल होगा औसत व्यास की अभिव्यक्ति में p और q के सौटर व्यास के लिए p और q का dqp मान के लिए 4 विकल्प हैं हमारे पास 2 और 3 3 और 23 और 1 हैं और अंत में 1 और 3 हैं सही उत्तर 2 और 3 हैं ठीक हैं आशा है आपको यह व्याख्यान अच्छा लगा होगा